शुभ प्रभात हम व्याख्यान 18 से शुरू करते हैं आज हमारे अध्ययन का विषय उच्च रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम विश्लेषण में डीएफटी का उपयोग होगा पूर्व अध्याय में हमने कहा था कि डीएफटी वर्णक्रमीय विश्लेषण उपकरण है लेकिन स्वाभाविक रूप से वर्णक्रमीय संकल्प में कुछ सीमाएँ हैं जो आपके सामने आ सकती है अतः हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि उच्च रिज़ॉल्यूशन वर्णक्रमीय विश्लेषण के लिए डीएफटी को किस प्रकार संशोधित किया जाए तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है और ऐसा कुछ है जो मुझे यकीन है कि जब भी आपको वर्णक्रमीय विश्लेषण करना होगा तो आपको बहुत उपयोगी मिलेगा इसके अतिरिक्त हम कुछ बहुदलीय उपयोग तथा बहुदलीय मल्टी रेट डीएफटी उपयोग भी करेंगे क्योंकि यह फिल्टर डिजाइनिंग और कुछ अन्य सेटिंग्स के लिए बहुत उपयोगी उपकरण है अतः आप इसे अपने टूलबॉक्सtoolbox में रखना चाहेंगे हम पहले ही कैस्केड इंप्लीमेंटेशन आफ सेंपलिंग रेट के बारे में चर्चा कर चुके हैं इसलिए हम दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे आपने ट्रांसमल्टीप्लेक्सर शब्द सुन रखा होगा ट्रांसमल्टीप्लेक्सिंग के दो प्रकार होते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेशनसिस्टम में उपयोग लाते हैं एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है दूसरा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है टाइम डिवीजन में आप समय सिग्नल को इंटरलेव करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन में आप उन्हें फ्रीक्वेंसी में इंटरलेव करते हैं जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और उसका विपरीत कर दे उसे एक ट्रांसमल्टीप्लेक्सर कहते है यह शब्दावली के संदर्भ में बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन के प्रसारण पर अधिक नहीं बल दिया जाता है हम इनफार्मेशन सिद्धांत मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन के पहलुओं पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करते हैं वर्तमान में प्रसारण विधि में टी मक्स शब्दावली का अधिक उपयोग होता है यद्यपि हमें टी मक्स बिल्कुल भिन्न डोमिन प्रतीत होता है किंतु यह मल्टी रेट डीएसपी की बहुत स्पष्ट व्याख्या करता है ट्रांसमल्टीप्लेक्सर OFDM और मल्टी रेट डीएसपी के अंतर संबंधों की बहुत गहन व्याख्या करने में सक्षम है अब हम कई व्याख्यान में मैक्सिमली डेसिमेटेड बैंक फिल्टरMaximally Decimated Filter banks पर चर्चा करेंगे श्रवण यंत्रों से लेकर स्पेक्ट्रेल विश्लेषण तक इनका उपयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है सामान्य मामला एक एम चैनल है एम चैनल मैक्सिमली डेसिमेटेड फ़िल्टरMaximally Decimated Filter banks बैंक है और यह इस तथ्य की पुष्टि है कि आपने इसे मैक्सिमली डेसिमेटेड किया है यदि आपके पास आदर्श फिल्टर नहीं है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें अलियासिंग हो जाए और अगर फिल्टर की कटऑफ फ्रिकवेंसी 2πM है तो हम M से डेसिमेट नहीं कर पाएंगे इस बात की संभावना होती है कि अलियासिंग किंतु आपके पास इससे छुटकारा पाने की विधि होती है यह एक चुनौतीपूर्ण समस्या है और इसके समाधान के लिए हम अपने आप को M 2 पर सीमित कर लेंगे यह एक छोटा सा समाधान है जब हम मैक्सिमली डेसिमेटेड के विषय पर आएंगे तब हम इसे विस्तार से समझेंगे आज के विषय पर चर्चा करने से पूर्व हम पूर्व में पढ़े गए विषय की एक त्वरित समीक्षा कर लेते हैं हम जिस मूल सिद्धांत के साथ काम कर रहे हैं वह डीएफटी फ़िल्टर बैंक है इसमें हम एक एम बैंक फिल्टर को देख रहे हैं जिसमें प्रत्येक फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड है हम पॉलिफेज डीकम्पोजीशन करते हैं जो निम्न प्रकार है उपरोक्त के द्वारा हम यह जानते हैं कि शिफ्टेड वर्जन को लागू करने पर पॉलिफेज घटको H 0 और आईडीएफटी मेट्रिक प्राप्त होती है M −1 H ∑ z−l E l0 अब हम इससे आईडीएफटी मेट्रिक से डीएफटी मैट्रिक्स में बदल सकते हैं जैसा कि हमने किया है परंतु फिल्टर की पूर्व पोजीशन से वह शिफ्टेड होगा पर हमारा आउटपुट पूर्व के समान ही होगा हमने तब एक विशेष मामले को देखा इसलिए मुझे केवल एक चित्र सम्मिलित करने दें हमारे पास एक विशेष मामला था जो हमें वर्णक्रमीय विश्लेषण से जोड़ रहा है विशेष मामला तब था जब सभी पॉलीपेज़ घटको एक के बराबर थे H 1 z−1 z−M−1 यह विशेष मामला और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कि जब आप आईडीएफटी और डीएफटी DFT लेते हैं तब आप क्या करते हैं और स्ट्रक्चर से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि इनपुट सिक्वेंस बैंक ऑफ फिल्टर से पास होता है और जब हम आईडीएफटी को बैंक ऑफ फिल्टर के माध्यम से निकाल रहे हैं तब सारे पॉलिफेज घटक एक के बराबर होने चाहिए इस ग्राफ से हमें यह ज्ञात होता है कि यह बैंक ऑफ़ फिल्टर से पास कराने के समान है और इसके विपरीत यदि हम इसे किसी एडवांस्ड ऑपरेटर से गुजारे तो हमें डीएफटी नजर आएगा वही जैसा कि अगर हम आउटपुट सिक्वेंस को स्टैगर्ड फिल्टर से पास करें तो होगा तो कमोवेश यह वही है जो हमने पिछले अध्याय में देखा अब अगर मैं उपयोग करना चाहता था तो मूल रूप से यही वह तरीका है जिससे हम डीएफटी की गणना करेंगे आप एक इनपुट लेते हैं एक ब्लॉक बनाते हैं इसे डीएफटी के माध्यम से पास करते हैं और फिर डीएफटी गुणांक के रूप में आउटपुट को ग्रहण या कॉल करते हैं अब हम व्याख्या करते हैं कि वर्णक्रमीय घटको क्या है और उन वर्णक्रमीय घटको की फ्रीक्वेंसी पर क्या मूल्य हैं यह मूल्य एकमात्र उस फ्रीक्वेंसी का नहीं है बल्कि इसमें उसके आसपास के कई फ्रीक्वेंसी घटको का मूल्य भी सम्मिलित है जिसका परिणाम उपरोक्त चित्र के अवलोकन से स्पष्ट है यहां हम देखते हैं कि इनका मूल्य नॉन्जीरो है अब एक प्रश्न उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बारे में खड़ा होता है कि जो हमारे टोन से काफी दूर होते हुए भी कुछ ना कुछ नॉन्जीरो मूल्य प्रदर्शित कर रहे हैं इसका कारण यह है की फिल्टर से पास होने वाली इनपुट स्पेक्ट्रम input spectrum डेल्टा फंक्शन नहीं तो मूल रूप से फिर इसके कुछ घटको से निकलता है और यही डीएफटी गुणांक के रूप में दिखाई देता है इसलिए हम देखते हैं कि डीएफटी अपने अंतर्निहित रूप में यह मूल्यवान उपकरण है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक मूल्यवान उपकरण है लेकिन इसकी अपनी सीमाएँ हैं इसलिए याद रखने की अहम बात यह है कि जब आप किसी स्पेक्ट्रम में स्थित डीएफटी की व्याख्या करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत होती है आज की कक्षा में हम फार्म वन अथवा स्ट्रक्चर वन का निर्माण करेंगे स्ट्रक्चर 1 विलंब और डीएफटी के ट्रांसपोज़ कन्ज्यूगेट का सहयोग है इनपुट x n है मैं इसे एक पूर्ण ब्लैक बॉक्स के रूप में बनाने जा रहा हूं यह आईडीएफटी मैट्रिक्स के साथ विलंब की श्रंखला है और एम M आउटपुट हैं उन पर लेबल x0n x M−1 n है और इनपुट X और आउटपुट Xk के बीच ट्रांसफर फ़ंक्शन Hk यह और कुछ नहीं है H0 जहां W WM e J2 π M है तो यह फॉर्म 1 है जिसका हमने अध्ययन किया है और इसलिए यह उस की व्याख्या है अब इस संदर्भ को उपयोग करते हुए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या होगा यह फॉर्म 2 है यह एडवांस्ड ऑपरेटर्स है जोकि एडवांस्ड ऑपरेटर्स और डीएफटी मैट्रिक्स का योग है अब मैं xn को इनपुट ब्लॉक में दे रहा हूं जोकि एडवांस ऑपरेटर की श्रंखला है आउटपुट x0n x1nxM 1n है अब जैसा कि मैंने पिछले मामले में किया था मैं ट्रांसफर फंक्शन में दिलचस्पी रखता हूं H' K XKX M 1H0 for K 0 M 1 तो ये दोनों समान हैं जो वर्णक्रमीय विश्लेषण के लिए उपयोगी हैं वे दोनों आयताकार खिड़की को अंतर्निहित फिल्टर underlying filter के रूप में उपयोग कर रहे हैं यह केवल एक डेल्टा फ़ंक्शन नहीं है जो आपके सिग्नल स्पेक्ट्रम को सैंपल कर रहा है यह एक फिल्टर के माध्यम से गुजरने वाला आपका संकेत है जिसे एक अच्छी तरह से समझी गई अच्छी तरह से परिभाषित फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया मिली है इसलिए यह हमारे लिए उपयोगी है इसलिए मैं फिर से मानता हूं कि हम में से अधिकांश संचार पृष्ठभूमि से हैं डीएफटी लेने की हमारी समझ x n x n 1 x n M −1 का सिक्वेंस लेना है अब हमने यह जाना कि हम वेक्टर को ब्लॉक कैसे करें सर्वप्रथम डीएफटी के माध्यम से ब्लॉक की संरचना करें जो हमें मूलतः समान व्याख्या उपलब्ध कराता है अब मैं इस समस्या को हल करना चाहता हूं मुझे यह नहीं चाहिए मैं इस तरह की गलत या भ्रामक व्याख्या नहीं चाहता कुछ तरीके क्या हैं कल कक्षा के बाद कई प्रश्न थे और हमने इस पर चर्चा की लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सिर्फ यह महसूस करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को सुलझाने के कुछ तरीके क्या हैं स्पेक्ट्रल लोब इतनी ऊंची क्यों है यह फ्रीक्वेंसी प्रतिक्रिया है अब आपको हाई फ्रिकवेंसी रिस्पांस मिलेगा यदि मैं इसे एक इंपल्स रिस्पांस अथवा किसी सिग्नल के रूप में चित्रित करूं तो वह π होगा अगर मुझे उच्च फ्रिकवेंसी के चारों ओर बहुत अधिक ऊर्जा दिखाई देती है जिसका मूल रूप से मतलब है कि मेरी फ्रिकवेंसी प्रतिक्रिया को डीसी से सभी तरह के घटक मिले हैं जो इंगित करता है कि कुछ तेज बदलाव हुए हैं आमतौर पर शार्प ट्रांज़िशन ऐसे होते हैं जो इसका कारण बनते हैं उदाहरण के लिए अगर मुझे टाइम डोमेन में एक ब्रिक वॉल होती आप जानते हैं कि यह निरंतर टाइम में टाइम में अनंत है तो मूल रूप से जो आपको मिलेगा वह कुछ ऐसा है जो चलता रहेगा टाइम डोमेन में एक शार्प ट्रांज़िशन था क्योंकि आपने एक आयताकार खिड़की ली थी तो आपने क्या किया आपने एक सेगमेंट लिया अब मैं इन चीजों को एक स्केच के रूप में चित्रित करता हूं कुछ बड़े अंक और सिगनल्स निरंतर है अब मैं इस अंश की डीएफटी लेता हूं मैं इसको जीरो टाइम पर सेट करता हूं यह बिना किसी संशोधन के ली गई शब्द है तो मूल रूप से एक आयताकार खिड़की इस डेटा पर लागू की गई थी तो पहला विकल्प एक आयताकार खिड़की के अलावा अन्य क्या होगा क्या मैं मूल रूप से कुछ अन्य खिड़की को लागू कर सकता हूं आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ऐसी खिड़की का चयन करें जिसकी सरल प्रतिक्रिया हो तथा जो तेज किनारों को हटा दें क्या आप किसी ऐसी फ्रिकवेंसी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकते हैं इसलिए लाल संस्करण एक आयताकार खिड़की है इसलिए मुझे नीले रंग में आयताकार खिड़की के स्पेक्ट्रम को आकर्षित करने दें इसमें लोअर साइड लॉब्स होंगे और मुझे इस के द्वारा विस्तृत ट्रांजिशन wider transition प्राप्त होगा किंतु इसके लिए क्या आप बता सकते हैं कि मुझे क्या मूल्य चुकाना होगा इस स्पेक्ट्रेल विश्लेषण से क्या आपको वह रेजोल्यूशन प्राप्त हुए जो आप चाहते थे इस मामले में वापस जाने पर क्या होगा इस विश्लेषण से हमें परिणाम के रूप में 4 π Mऔर 6 π M प्राप्त हो ही रहे हैं वास्तव में 2 π M भी शायद थोड़ा अधिक है क्योंकि आपको एक विस्तृत ट्रांजिशन बैंड मिला है यही वही कीमत है जो हमें चुकानी पड़ रही है किंतु अच्छी बात यह है कि हमें हाई फ्रिकवेंसी कंपोनेंट्स प्राप्त नहीं हो रहे क्योंकि जो विंडो हमने चुनी है उसके कारण कंपोनेंट समाप्त हो गए हैं तो संरचना उपरोक्त होगी यह एक डिले और एडवांस ऑपरेटर की श्रंखला होगी पूर्व में हम इसे सीधे डीएफटी में ले जाते थे क्या मैं सही हूं पूर्व में हमारे सभी पॉलिफेज कंपोनेंट्स स्थिर थे तथा हम इन्हें एक के बराबर मानते थे क्योंकि यह स्थिर है अतः हम इन्हें α 0 α 1 α M−1 कह सकते हैं और विशेष मामला तभी है जब α 0 α1 α M 1 1 आयताकार खिड़की rectangular window के साथ आपका पारंपरिक डीएफटी है अब यदि वे 1 के बराबर नहीं हैं और वे कुछ प्रतिक्रिया आकार में हैं तो आपको विंडोएड डीएफटी मिलता है तो यह वही है जिसे आप विंडोएड डीएफटी के रूप में संदर्भित करेंगे आपने एक समस्या को हल किया है जिसमें फ्रिकवेंसी घटक टोन से दूर है और आवृत्ति काफी हद तक कम हो जाएगी लेकिन मैं थोड़ा महत्वाकांक्षी हूं मैं सिगनल्स के करीब बेहतर रेजोल्यूशन चाहता हूं तो मुझे विंडो की लंबाई बढ़ानी होगी तो इसका मतलब है कि एक बड़ा नमूना लें क्योंकि अगर मैं अपने नमूना स्थान को उस अनुक्रम की लंबाई को दोगुना कर देता हूं जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं तो विंडो का क्या होगा विंडो अपने आप आधे में कम हो जाएगी आधे से यह इसकी चौड़ाई से आधी है और मूल रूप से आपको उस स्पेक्ट्रम के चारों ओर एक बेहतर रेजोल्यूशन मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं अतः स्पेक्ट्रेल रेजोल्यूशन में सुधार करने के लिए जो तकनीक हमें चाहिए वह विंडोएड डीएफटी विंडोएड डीएफटी और वास्तव में 80 के दशक में अनुसंधान का एक पूरा क्षेत्र है जो इष्टतम विंडोस पर देखा गया था इन अनुसंधान उसे ज्ञात हुआ कि सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विंडोस वे विंडोस हैं जिन्हें आप हेमिंग विंडो कहते हैं और कभी कभी आप हनिंग विंडो या ब्लैक मैन विंडो का उपयोग कर सकते हैं यह सभी सामान्य रूप से काम आने वाली विंडोस है क्योंकि हम डीएफटी के स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं वे स्पेक्ट्रल लीकेज spectral leakage को कम करना चाहते हैं इसके द्वारा हमारा स्पेक्ट्रल लीकेज का मुद्दा हल हो जाता है क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि हमारे डीएफटी कोएफ़िशिएंट्स टोन से बहुत दूर हो वास्तव में यह इष्टतम विंडोस नहीं है वास्तव में यह दिखाया गया था कि इष्टतम विंडो कैसर विंडोKaiser window कहलाती है यह आपकी इष्टतम विंडो है यह बताता है कि स्पेक्ट्रम कितना चौड़ा है या मुख्य लोब कितना चौड़ा है और आप कितना क्षीणन चाहते हैं कैसर विंडो Kaiser window 90 dB तक क्षीणन अथवा कम कर देती है अतः किसी भी स्पेक्ट्रेल के उपयोग के लिए यह एक उपयुक्त विंडो है और हमने यह भी कहा कि एक विंडो को देख रहे है दूसरा अगर यह संभव है कि आप उच्च आकार के डीएफटी के साथ काम करना चाहते हैं डीएफटी के आकार में वृद्धि करना चाहते हैं ऐसे समय होते हैं जब आप डीएफटी का आकार नहीं बढ़ा सकते हैं यह एक सीमा है दूसरी सीमा यह है कि यह एक नॉनस्टेशनरी सिग्नल है क्योंकि इसमें टाइम बेरिंग विशेषताएं भी है हम कहते हैं कि टाइम की अवधि में एक बर्स्ट ऑफ़ टोन दिखाई देता है और यदि हम एक बहुत बड़ा विंडो काम में ले तो सूचनाएं खो जाने की अधिक संभावना है अतः हम डीएफटी DFT को बढ़ाने की विलासिता नहीं कर सकते विंडो का आकार हम स्वेच्छा से नहीं बढ़ा सकते अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि डीएफटी DFT का जो अधिकतम आकार हमें उपलब्ध है वह M है बेहतर रेजोल्यूशन प्राप्त करने के लिए एक स्पेक्ट्रेल एनालिसिस की आवश्यकता है जो फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रेल लीकेज दोनों दृष्टि से अच्छे रेजोल्यूशन देने वाला हो डीएफटी की दृष्टि से रेजोल्यूशन का कोई समाधान किया जाना मुश्किल है क्योंकि हम एक श्रेष्ठ डीएफटी का उपयोग करें लेकिन डाटा सेट बहुत वितरित हो तो रेजोल्यूशन का कम होना स्वभाविक है यदि उपरोक्त स्ट्रक्चर को आप सही कहते हैं तो फिर मल्टीप्लायर किस लिए है सबसे सामान्य स्थिति क्या होती है यह पॉलिनॉमियल हो सकती है अतः इसको हटा कर हम पुन्हा अपनी मौलिक स्थिति पर जाते हैं जहां हमारे पास E होता है यह करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए कि वह पॉलिनॉमियल हो मूल को मिटाकर हम इसे रख सकते हैं किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह पॉलिनॉमियल हो सकता है किंतु स्थिर नहीं बेशक हम सभी को परिवर्तित कर सकते हैं तब वह पॉलिनॉमियल्स होंगे और हम पुन्हा डीएफटी फिल्टर बैंक पर आ जाएंगे तो डीएफटी DFT आधारित फ़िल्टर बैंक हमें बताता है कि हम इस फॉर्मकी बहुत कम जटिलता के साथ एक बैंक फ़िल्टर प्राप्त कर सकते हैं एक विशेष परिस्थिति के रूप में हमने पॉलिफेज कंपोनेंट्स को एक के बराबर मान लिया था जो कि डीएफटी DFT है किंतु इसमें स्पेक्ट्रेल रेजोल्यूशन की सीमाएं हैं और यह तब ज्ञात होता है जब हम इसका स्पेक्ट्रेल विश्लेषण करते हैं यदि हम पूर्ण चक्र का श्रेष्ठ स्पेक्ट्रेल विश्लेषण करना चाहते हैं तो डीएफटी अथवा आईडीएफटी में से किसी का भी चयन कर सकते हैं क्योंकि परिणाम की दृष्टि से दोनों समान है हमारे पास एक सुनिश्चित फ्रेमवर्क हो तो हमारी स्पेक्ट्रल विश्लेषण की क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होता है मुझे आशा है कि आप को फिर से एक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद होगी जितना अधिक आप इन उपकरणों के साथ मल्टीरेट डीएसपी में काम करते हैं आपको तकनीकों और उन उपकरणों में अधिक अंतर्दृष्टि मिलेगी जो हमने विकसित किए हैं और उम्मीद है कि ये ऐसी चीजें हैं जो उपयोगी हैं इस संदर्भ में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है की उच्च रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम विश्लेषण कैसे प्राप्त किया जाए यदि आप के पास एक है तो वह आपका डीएफटी पॉइंट फ्रीक्वेंसी होगा जिस पर आपको एक टोन प्राप्त होगी अन्य सभी के पास शून्य क्रॉसिंग होंगे इसलिए आपको वास्तव में ठीक वही स्पेक्ट्रम मिलेगा जो आप खोज रहे हैं तो मूल रूप से यदि आप एक फिल्टर लेते हैं और आप इसके पॉलीफ़ेज़ घटक लेते हैं तो इनमें से प्रत्येक एक पॉलिनॉमियल होगा तो आपके पास एक पॉलिफेज घटक होगा तो सामान्य मामले में वे पॉलिनॉमियल हैं और यह एक यादृच्छिक पॉलिनॉमियल नहीं है यह एक पॉलिनॉमियल है जो फिल्टर इम्पल्स प्रतिक्रिया से लिया गया है ठीक है बहुत अच्छा मैं खुश हूं कि आपने मुझसे विषय से संबंधित अच्छे प्रश्न पूछे और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप इन अवधारणाओं को भी खुशी है कि आप इन अवधारणाओं को भलीभांति समझ रहे हैं जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं